सुप्रभात कोर्स में पुनः स्वागत इस व्याख्यान में मैं 3D मेजरमेंट्स और कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन की चर्चा करुंगा 3D माप विशेषतया मैं 3D स्कैनिंग और कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन की चर्चा करुंगा और कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन पर प्रयोगशाला प्रदर्शन करुंगा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन जो हमारे पास यहां पर मशीनिंग साइंस लैब के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आई आई टी कानपुर में है व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं बस आपको बता दूं 3D माप क्या है उनको स्मरण करेंगे उसके बाद कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन क्या है और विशेष मशीन जो कि हमारे पास हमारी प्रयोगशाला में हैं उसका स्पेसिफिकेशन क्या है मैं आपको प्रदान करुंगा उसके बाद हमारे पास यूसीसी UCC सार्वभौमिक CMM कंट्रोलर जो कि एक तरह का अंतर्निहित अंश है मैं कह सकता हूं यदि मैं संपूर्ण सीएमएम यंत्र के बारे में सोचता हूं कंट्रोलर वह अंश है जोकि मशीन को नियंत्रित करता है और यूसीसी UCC से जाना जाता है इसलिए प्रयोगशाला प्रदर्शन सीएमएम CMM के इस्तेमाल पर करेंगे वहां पर हम आपको विभिन्न हैडो के भागों को सभी अक्ष को दिखाएँगे और हम देखेंगे कि डिग्रीस् ऑफ फ़्रीडम क्या हैं और यह सारी चीजें हम देखेंगे और एक घटक जो कि एक तरह का एक मानक घटक होगा उसको मापने की भी कोशिश करेंगे 3D माप 3D माप क्या हैं 3D माप मापों को उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है या एक भौतिक वस्तु का आभासीय 3D अभ्यावेदन है एक भौतिक वस्तु का आभासीय अभ्यावेदन है ठीक है अब 3D स्कैनर ऑप्टिकल उपकरण हैं जोकि 3D मापों या 3D स्कैनरों को उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं 3D स्कैनरों के आउटपुट को 3D स्कैन कहा जाता है कुछ खास तरह के 3D स्केनर होते हैं हमारे पास मेजरिंग आर्म 3D स्कैनर ट्रेक्ड 3D स्कैनर एरिया बेस्ड 3D स्कैनर पोर्टेबल 3D स्कैनर जोकि हाथ में पकड़े जा सकते हैं और कुछ क्षण के लिए मैं बस इस वस्तु को स्कैन करना चाहता हूं मैं इस को एक व्यू से दूसरे व्यू और तीसरे व्यू से स्कैन कर सकता हूं ठीक है इसलिए यह फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू कोई भी व्यू है मुझ को बस यह देखना है कि कोण जिस पर मैं स्कैनिंग कर रहा हूं वह भी सॉफ्टवेयर में अभिलिखित हो जाए इसलिए मैं सॉफ्टवेयर में वही इनपुट रख रहा हूं इसलिए इस तरह के चैनल होते हैं इसलिए इन आउटपुट को 3D स्कैन से भी जाना जाता है इसलिए जबकि मुख्यधारा विनिर्माण लगातार 3D प्रिंटिंग के साथ सत्र रखता है 3D स्कैनिंग वास्तविक दुनिया में वस्तुओं के आंकड़ों को पकड़ने का एक कार्य है और उनको डिजिटल पाइपलाइन में लाने का हाल ही की जांच ने यह सूचित किया कि 3D स्कैनरों का उपयोग करके सालाना उत्पादन में 15 प्रतिशत का इज़ाफा होगा इसलिए यह 15 प्रतिशत उच्च दर है इसलिए पोर्टेबल 3D स्कैनिंग वास्तव में आंदोलन को प्रयोगशाला से अग्र श्रेणी तक भर रहा है कारखाने और क्षेत्र उसके पीछे मुख्य कारक हैं और क्योंकि वहां पर कम कीमत है इसलिए वहां पर बेहतर परिशुद्धता है वहां पर सादगी है वहां पर सुविधा और लचीलापन है इसलिए 3D स्कैनर वास्तव वस्तु को स्कैन कर सकते हैं और उसकी एक आभासीय छवि बनाते हैं ठीक है यह इस वस्तु को बना सकता है उसके लिए क्या क्या कदम हो सकते हैं मैं उनके लिए भी एक संक्षिप्त प्रस्तावना दूँगा इसलिए उससे पहले 3 या 4 प्रकार के 3D स्कैनर होते हैं पहला CMM जोकि में यहां पर चर्चा करने वाला हूं इसकी मैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के अंदर विस्तार से चर्चा करुंगा इसलिए इसके अंदर आर्म या तो फिक्स्ड प्रोब से लैस हो सकती है या टच्ड फिगर प्रोब से CMM के ऊपर एक 3D स्कैनिंग हेड को भी आलंबित किया जा सकता है इसलिए हम चर्चा करेंगे बहुत सारे फ़ायदों का जैसे कि बहुत तरह के कल पुर्जे पोर्टेबल सीएमएम CMM के ऊपर आलंबित किए जा सकते हैं और स्कैनिंग और प्रॉबिंग को आसानी से समाहित किया जा सकता है इसलिए प्रतिबंध भी है पोर्टेबल सीएमएम आप जानते हैं सतह पर स्थाई करने की जरूरत होती है इसलिए एक भौतिक कड़ी का इस्तेमाल होता है इसलिए हमारे पास पोर्टेबल मशीन नहीं होती है हमारे पास एक पूर्ण विकसित 3D स्कैनर है जो कि एक बहुत बड़े औद्योगिक आकार का नहीं है लेकिन शोध के लिए आउटपुट उत्पन्न करने के लिए यह काफी सक्षम है जोकि अपेक्षित है इसलिए कुछ औद्योगिक सलाहकारी को यहां पर भी मिलना है इसलिए दूसरे प्रकार का 3D स्कैनर ट्रैक्ड 3D स्कैनर एक ट्रैक्ड 3D स्कैनर ऑप्टिकल ट्रैकिंग उपकरण जोकि विभिन्न तरह के माप उपकरणों जैसे कि 3D स्कैनर के पोजिशनिंग को ट्रैक करता है इसलिए पोजिशनिंग मेथड एक्सटर्नल ऑप्टिकल ट्रैकिंग डिवाइसस हो सकती है इसलिए वे सामान्यतया मार्करो का उपयोग करते हैं जैसे कि एक्टिव या पैसिव लक्ष्यों जोकि खोजिय उपकरण को स्कैनर के साथ ऑप्टिकली बांध देता है इसलिए अन्य प्रकार का एक स्कैनर स्ट्रक्चरड लाइट स्कैनर है इसलिए संरचनात्मक लाइटर का मतलब है कि यह प्रकाश के नमूनों को एक भाग या एक प्रक्रिया पर डाल सकता है जब यह हो रहा होगा और कैसे यह नमूना शुरू होगा जब प्रकाश वस्तु से टकराएगा या तो एल सी डी प्रक्षेपक या स्कैंड या विसरणित लेजर किरण नमूने 1 या 2 या कभी कभी उससे ज्यादा डालता है सेंसर जले हुए नमूनों को रिकॉर्ड करता है इसलिए यदि प्रकाश यह स्ट्रक्चरड लाइट स्कैनर को नमूनों के साथ रखा जाए प्रकाश के अंदर बदलाव हमें वस्तु के विभिन्न प्रोफाइलों या वक्र को बताता है इसलिए यह एक और तरीका है इसलिए एक और प्रकार का स्कैनर पोर्टेबल है पोर्टेबल 3D स्कैनर पोर्टेबल 3D स्कैनर या तो CMM या उनका मतलब पोर्टेबल 3D स्कैनर हो सकता है कोई भी चीज जो कि हाथ में रखी जा सके और मशीन के पास ले जाई जा सके या घटक जो कि माप सकता है पोर्टेबल कहा जाएगा इसलिए यह कुछ मुख्य प्रकार के स्कैनर थे मैं बस परिचय करा रहा हूं मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं विस्तार के लिए हम आपके साथ नोट्स् साझा करेंगे और आप पढ़ सकते हैं इसलिए 3D स्कैनिंग कैसे काम करती है क्या होता है जब वह स्कैन करता है जब वह स्कैन करने की कोशिश करता है जब हम सीएम एम यंत्र इस्तेमाल करते हैं मैं यह सारे बिंदु छूने की कोशिश करुंगा ठीक है पहला कदम यह प्वाइंट क्लाउड बनाता है मैं लिखूंगा यह कैसे काम करता है पहला कदम प्वाइंट क्लाउड है इसलिए प्वाइंट क्लाउड मैं उसको बेहतर तरीके से आंकड़ों के एक्विजिशन के रूप में रख सकता हूं आंकड़े या आकार जो भी है हम इसे पहला इनपुट कहना जा रहे हैं जोकि मैं अपनी सतह से प्राप्त कर रहा हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह एक्विजिशन ऑफ स्कैन है यदि मैं इस सतह को बनाना चाहता हूं तब पहले बिंदुओं को बनाना चाहिए इस प्रकार का वक्र बिंदु पहले बनाए जाएंगे इसलिए इस तरह के बिंदु बनेंगे वक्र मुझे कहने दीजिए यह एक सतह है ठीक है बिंदु बनाए जा चुके हैं यह बिंदु हैं यह प्वाइंट क्लाउड है इसलिए यह स्कैनिंग परिणाम मुक्त रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं यद्यपि यह मुक्त रूप या असंरचित्त रूप है कभी कभी संरचना घटक ऐसे हो सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक वृत्त एक शंकु एक तल एक आयत या जब यह चीजें पता हो विदित आकार वहां पर हैं उनको संरचित्त रूप कहा जाता है यह एक प्रकार का मुक्त रूप है ठीक है फिर भी यदि आप वक्रो के बारे में जानते हो बीजयर वक्र B स्पलाइन वक्र भी होते हैं लेकिन आजकल यह भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यहां तक कि मुक्त रूप भी कोई भी वक्रता जोकि हमें चाहिए 3D स्कैनरों के इस्तेमाल से स्कैन की जा सकती है इसलिए पहला बिंदु प्वाइंट क्लाउड है प्वाइंट क्लाउड का इस्तेमाल करके हमने ट्रायंगल मैश बनाया ट्रायंगल मैश क्या है अब यह 1 प्वाइंट क्लाउड है हम इससे त्रिभुज बनाएँगे ठीक है एक बिंदु को अन्य बिंदु से जोड़ रहे हैं और त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसी तरह संपूर्ण सतह एक त्रिभुज के रूप में हो जाएगी इसे ट्रायंगल मैश कहते हैं इसलिए वास्तव में इसको मैं जाल उत्पादन कह सकता हूं तीसरा कदम हो सकता है जब जाल को ऑप्टिमाइज करना है ऑप्टिमाइज मैश मतलब त्रिभुजों की संख्या जैसा कि आप जानते हैं जब हम विश्लेषण का संचालन करते हैं या जब हम बल विश्लेषण या ताप विश्लेषण का संचालन करते हैं यह जाल है जब ज्यादा से ज्यादा त्रिभुज गति विधि करेंगे तब ज्यादा से ज्यादा त्रिभुज बनेंगे उसे संगणनात्मक रहने दीजिए इसलिए यह निर्भर करता है कि हम किस तरह की प्रतियोगिता करना चाहते हैं इसलिए जाल का ऑप्टिमाइजेशन संगणना के समय को कम करने के लिए और ऑप्टिमम आकार पाने के लिए भी वह भी जरूरी है यदि यहां पर खड़े कोण हैं यहां पर त्रिभुज जाल छोटा त्रिभुज हो सकता है यहां पर यदि यह एक प्रकार की समतल सतह है इसलिए क्या यहां पर त्रिभुज बड़े आकार का हो सकता है इसलिए यहां पर एक संभव के समीप आकार को प्राप्त करने के लिए हमें जाल को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है ठीक है इसलिए तब जाल का ऑप्टिमाइजेशन अपेक्षित है इसके बाद यहां पर चौथा बिंदु जाल का आउटपुट हो सकता है इसलिए छवियां और स्कैन एक सामान्य संदर्भ व्यवस्था में लाए जाते हैं जहां पर आंकड़े को एक संपूर्ण मॉडल में विलय कर दिया जाता है ठीक है एक संपूर्ण मॉडल आंकड़े का विलय कर दिया गया है और एक संपूर्ण मॉडल बन चुका है इस प्रक्रिया को एलाइनमेंट या रजिस्ट्रेशन या हम इसको जाल का आउटपुट कह सकते हैं यह एलाइनमेंट या रजिस्ट्रेशन है ठीक है इसलिए हमारे पास विभिन्न दृष्टिकोण से स्कैन हैं उन सतहों को इस ठोस आकार में पाने के लिए एलाइनिंग कर रहे हैं इसे संपूर्ण जाल आउटपुट के रूप में जाना जाता है इसलिए इसके बाद अभियंत्रण कार्य प्रगति के अंदर जाल इनपुट इसलिए यह आउटपुट गया मैं जाल इनपुट को अभियंत्रणओं की तरफ रखता हूं इसलिए यह जाल इनपुट अभियंत्रण में जाता है वह एक सतह बना सकते हैं यदि वह उसके बाद चाहते हैं वह एक ठोस मॉडल भी बना सकते हैं यदि वह चाहते हैं इसलिए यह चीजें इसके इस्तेमाल से बनाई जा सकती हैं इसलिए यह अगला कदम है इसलिए यह जाल इनपुट अभियंत्रण की तरफ जाता है यह उनके पास कैसे जाता है यह सामान्यतया stl फ़ॉर्मेट में उत्पन्न होता है ठीक है इसलिए सॉफ्टवेयर स्कैन आंकड़े को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है छेदो को भरने के लिए त्रुटियों को सही करने के लिए उसके बाद आंकड़े की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए इसलिए परिणामित ट्रायंगल मैश विशिष्ट रूप से इस फ़ॉर्मेट में निर्यात किया जाता है stl फ़ॉर्मेट और हम इसको ज्ञात रूप में ला सकते हैं जैसे कि हम इसको B स्पलाइन या बीजीयर वक्र में परिवर्तित कर सकते हैं यदि यह संभव है यदि नहीं तब भी इससे आगे बढ़ सकती हैं ठीक है इसलिए इसमें से कैड मॉडलिंग भी उत्पन्न की जा सकती है ठीक है इसलिए यह 3D स्कैनिंग के बारे में संक्षिप्त परिचय था अगला 3D स्कैनिंग कहां पर लागू होती है प्रमुख इस्तेमाल रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर है इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है इसलिए यांत्रिकी अभियांत्रिकी में यह प्रक्रिया रिवर्स इंजीनियरिंग आभासीय 3D मॉडल को पहले से मौजूद भौतिक वस्तु से बनाने का प्रतिलिपि बनाने के संदर्भ में या बढ़ाने का उद्देश्य रखता है इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर कार्यप्रणाली फिर से काफी कुछ समान है हम 3D स्कैन जाल उत्पन्न करते हैं इसके बाद सूचना को निकालते हैं उसके बाद कैड मॉडलिंग उसके बाद आंकड़े को सत्यापित करते हैं उसके बाद प्रति पुष्टि का मनोविश्लेषण करते हैं उसके बाद मॉडल में निर्यात करते हैं इसलिए वास्तव में रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है साधारण अभियांत्रिकी क्या है हमारे पास एक कल्पना है उस कल्पना से हमारे पास कुछ योजनाएं हैं और कुछ मॉडल अंत में हमारे पास अंतिम उत्पाद है जो कि विभिन्न विश्लेषण जैसे कि तकनीकी वित्तीय सामग्री की उपलब्धता मैन्युफैक्चररेबिलिटी से गुजरता हुआ हमें मिलता है रिवर्स इंजीनियरिंग है यदि मुझे यह अंतिम उत्पाद मिला है मैं इस उत्पाद को स्कैन करना चाहता हूं उसके बाद उल्टा चलना चाहता हूं मैं उससे एक मॉडल उत्पन्न करुंगा और बस इस उत्पाद की एक प्रतिलिपि बनाने की कोशिश कर रहा हूं यह रिवर्स इंजीनियरिंग है ठीक है अब मैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन पर आना चाहता हूं एक कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन एक उपकरण है जोकि एक वस्तु के भौतिक ज्यामितीय विशेषताओं को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह मैंने अभी विस्तृत किया यह यंत्र हस्तचालन के द्वारा एक संचालक से नियंत्रित हो सकती है या संगणक के द्वारा नियंत्रित हो सकती है इसलिए हां आपको दोनों संचालनों को दिखाएँगे मैन्युअल कंट्रोल जॉय स्टिक के इस्तेमाल से और CNC तरीका भी CNC तरीका कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हमने अभी शुरुआती बिंदु दिया और यह शुरुआती बिंदु है अब प्रत्येक mm के बाद या प्रत्येक 2 mm के बाद हम केवल वह दूरी दे सकते हैं वह बस बिंदुओं को एक विशिष्ट तल या विशिष्ट वक्र पर रिकॉर्ड करता रहेगा हम अपने प्रोब की दिशा बदल सकते हैं यह चीजें हो सकती हैं यह CNC नियंत्रण है मैन्युअल कंट्रोल भी हम केवल जॉय स्टिक के उपयोग से कर रहे हैं आप आंकड़े को नियंत्रित करने के लिए प्रोब को छूते रह सकते हैं इसलिए माप एक प्रोब जोकि इस मशीन के तीसरे चलित अक्ष के द्वारा मूर्त किए गए जहां पर 3 अक्ष X अक्ष Y अक्ष और Z अक्ष हैं Z अक्ष मैं तीसरा चलित प्रोब जोड़ दिया गया है ताकि वह हमें डाटा को दर्ज करने में सहायता करें इसलिए प्रोब यांत्रिक ऑप्टिकल लेजर सफेद प्रकाश इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं यांत्रिक ऑप्टिकल जैसे कि आप जानते हैं लेजर सफेद प्रकाश और वह सब लेकिन यहां हमारे पास हमारी यंत्र में यांत्रिक प्रोब है ठीक है यह भौतिकी रूप से उस घटक को छुएगा जिसका हम माप करना चाहते हैं वह छुएगा और वह एक बीप ध्वनि उत्पन्न करेगा और एक सूचक झपकेगा इसलिए जब कभी यह यहां पर छुएगा इसलिए यह प्रोब यहां पर उपयोग करेगा एक यंत्र जोकि 6 डिग्रीस ऑफ फ़्रीडम में पाठ्यअंक लेती है और इन पाठ्यअंक को गणितीय रूप में प्रदर्शित करती है उसे कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन कहते हैं 6 डिग्रीस आफ फ़्रीडम जोकि सारे परिमाप की लेखा लेगा और इन पाठ्यअंक को गणितीय रूप में प्रदर्शित करेगा गणितीय रूप के अंदर यह पाठ्यअंक वस्तु के बीच की दूरी और वस्तु के आकार के रूप में ली जा सकती हैं यदि यह एक मुक्त रूप है यह एक मुक्त रूप बनाएगा यदि हमें पता है कि वहां पर संरचित रूप है हम उसको पहले चुन सकते हैं और केवल यह एक वृत्त है जो कि हमारे लिए एक वृत्त के कम से कम 3 बिंदु किसी भी तल को मापने के लिए प्रेक्षित हैं किसी तल को परिभाषित करने के लिए तीन बिंदु प्रेक्षित होते हैं एक बेलन के लिए 8 बिंदु प्रेक्षित होते हैं एक शंकु के लिए 8 बिंदु प्रेक्षित होते हैं इसलिए मैं उन पर आऊंगा जब मैं आपको वास्तव में प्रयोगशाला प्रदर्शित करुंगा इसलिए उद्देश्य मैंने इस व्याख्यान के केवल उद्देश्यों को रखा है आपको CMM के भागों से परिचित करवाने के लिए यह विशिष्ट CMM हमारे पास स्पेक्ट्रा CMM हमारी प्रयोगशाला में है एक CMM का सिद्धांत और गतिविधि समझिए ठीक है • कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन तीन मुख्य भागों को शामिल करता है • मुख्य संरचना जोकि गति के 3 अक्ष X Y और Z अक्ष को शामिल करता है • प्रॉबिंग सिस्टम जैसा कि मैंने पहले कहा हमारे पास यहां पर एक मेकैनिकल प्रॉबिंग सिस्टम है • डाटा कलेक्शन एंड रिडक्शन सिस्टम डाटा कलेक्शन एंड रिडक्शन मतलब हम डाटा को साफ करते हैं ठीक है इसलिए यह विशिष्ट रूप से एक मशीन कंट्रोलर को शामिल करता है मशीन कंट्रोलर आपका UCC है डेस्कटॉप संगणक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब CMM का गति विधि सिद्धांत एक कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन जोकि विनिर्माण और असेंबली प्रक्रियाओं में एक भाग या असेंबली को जाँचने के लिए डिज़ाइन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण भी है डिज़ाइन के लिए अति उद्देश्य क्या है जिसके लिए हम जांच करते हैं कि क्या हमारा भाग या असेंबली उससे मिलता है या नहीं इसलिए लक्ष्य के X Y और Z निर्देशांको को शुद्ध रूप से अभिलिखित करके बिंदु उत्पन्न किए जाते हैं जोकि रिग्रेशन एल्गोरिदम विधियों के द्वारा विश्लेषित किए जाते हैं क्योंकि हमारे पास गणितीय संबंध गणितीय सूत्र जोकि रिग्रेशन एल्गोरिदम विधियां भी हो सकती हैं इसलिए रिग्रेशन एल्गोरिदम विधियों के द्वारा बिंदुओं का विश्लेषण विशेषताओं का निर्माण करने के लिए जो कि अंततः उत्पाद से ऊपर की जरूरत है इसलिए प्रोब का इस्तेमाल करके उपयुक्त स्थान पर इन बिंदुओं को जोकि मैन्युअल कंट्रोल के द्वारा एक संचालक के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं या अपने आप से डायरेक्ट कंप्यूटर कंट्रोल के द्वारा इसलिए CMM के मुख्य भाग एयर बियरिंग हैं मैं इन भागों को यहां पर दिखाऊंगा इसलिए हमारे पास यहां पर न्यूमेटिक बियरिंग हैं इसलिए उसके बाद स्केल और इनकोडर प्रॉबिंग सिस्टम सर्वो मोटर जोकि भागों को चलाने में सहायक होते हैं इसलिए नियंत्रण व्यवस्था यहां पर है जॉय स्टिक यहां पर है सॉफ्टवेयर यहां पर है सॉफ्टवेयर जो कि हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं टेनग्राम सॉफ्टवेयर है इसलिए CMM के लाभ यह मुझे संपूर्ण व्याख्यान के अंतिम में आपको बताना चाहिए था ठीक है लेकिन लाभ यहां पर हैं फ्लैक्सिबिलिटी फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब हम इसको मैन्युअल कंट्रोल या स्वचालित की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है इसलिए मैन्युअल कंट्रोल व्यवस्था में एक बड़ा फ्लैक्सिबिलिटी है जोकि जो भी हम मापना चाहते हैं यदि हमारे पास कुछ शुरुआती सूचना है मूलभूत सूचना हम उसको तदनुसार अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं कम सेट अप समय है क्योंकि केवल कार्य को कार्यपालिका पर तैयार करना ही है सिंगल सेटअप वहां पर है एक्यूरेसी ऊंची है इसलिए संचालक का कम प्रभाव वहां पर है क्योंकि संचालक वास्तव में छू नहीं रहा है या केवल कार्य टुकड़े को या प्रोब को चला रहा है वह अपने आप ही चल रहा है वह केवल जॉय स्टिक को नियंत्रित कर रहा है एक बार कोऑर्डिनेटो को वह परिभाषित कर देता है वह ओरिजिन को परिभाषित कर देता है वह तल को परिभाषित कर देता है यदि एक बार हमारे प्रोब के द्वारा तल परिभाषित हो गए तो हमारे तल स्थाई हो गए हैं ठीक है वहां एक संदर्भ तल होता है और संदर्भ तल के आधार पर यदि हम कुछ भी बदलाव नहीं करते हैं या सेट अप के अंदर वह सारी चीजें परिशुद्धता के साथ मापता है इसलिए संचालक का प्रभाव काफी कम है इसलिए बढ़ी हुई प्रॉडुकटिव़िटी क्योंकि हमारे पास गिरा हुआ सेटअप टाइम है और यह अंतर संबंधित है इसलिए एक यंत्र जो हमारे पास यहां पर है और उसका विन्यास स्पेक्ट्रा 564 है 564 क्या है 5 500 और 600 और 400 कार्य क्षेत्र है या कार्य स्थान जोकि 3 अक्ष में उपलब्ध है 500 mm 600 mm 400 mm ठीक है स्केल विनिमय 05 है मशीन परिशुद्धता ± 25 L250 म्यूएम है इसलिए यह L mm में मानक लंबाई है इसलिए कोणीय परिशुद्धता कोण से 1" है इसलिए ग्रेनाइट फ्लैटनेस ग्रेनाइट वह सारणी है जो हमारे पास है इसकी फ्लैटनेस 2 माइक्रोन प्रति मीटर स्क्वायर है इसलिए ग्रेनाइट ग्रेड शून्य है इसलिए हमारे मापक उपकरणों के ऊपर इसको रखना काफी आसान है इसलिए यह 0 ग्रेड है जोकि तापीय प्रसार है यह भी 0 है इसलिए यह प्रॉबिंग सिस्टम का नाम है यंत्र संस्करण CNC यंत्र संस्करण है यंत्र आयतन जैसा कि मैंने कहा 56 4 5 6 4 X दिशा है हम 500 mm Y दिशा में चल सकते हैं हम 600 mm Z दिशा में चल सकते हैं हम 400 mm चल सकते हैं इसीलिए कंट्रोलर का नाम रिनीशा UCC लाइट 2 यू के से है CMM यंत्र में मुख्य संरचना प्रबंधनो के प्रकार या कैंटीलीवर आप जानते हैं कि यह एक कैंटीलीवर बीम है जो कि X दिशा में चल रही है और इस कैंटीलीवर बीम पर हमारे पास एक भुजा है जो Z दिशा में चल रही है इसलिए दूसरा स्तंभ प्रकार है स्तंभ प्रकार में हमारे पास एक सारणी है जो कि X और Y दिशाओं में चल सकती है Z दिशा में यह भुजा चल सकती है ठीक है इसलिए यहां एक स्तम्भ है जो कि यहां जुड़ा हुआ है इसलिए इसी प्रकार हमारे पास गैंट्री है इसलिए इसमें हम यह देख सकते हैं कि यह X दिशा में चल सकता है इसलिए यह Y दिशा में चल सकता है इसलिए यह Z दिशा में चल सकता है ठीक है अगला सेतु प्रकार है जो यंत्र हमारे पास प्रयोगशाला में है इसमें हमारे पास पूरा सेतु है जो कि X दिशा में चल सकता है यह स्तम्भ Y दिशा में चल सकता है और यह भुजा Z दिशा में चल सकती है इसलिए यहां विभिन्न प्रकार के प्रॉबिंग सिस्टमस् हैं हमारे पास इंडक्टिव प्रॉबिंग सिस्टम है हमारे पास मशीनिंग सेंटर अरेंजमेंट है इसलिए इस प्रोब को उपयोग करने में इंडक्टिव ट्रांसमिशन एक सिद्धांत है उसके बाद तब वहां ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रोब है जब ऑप्टिकल प्रेषण सिद्धांत है इसी प्रकार से हमारे पास मोटोराइजड प्रोबस् है जिसमें हमारे पास केवल मोटर है और केवल मोटर प्रोब को घुमा सकती हैं या प्रोब को चला सकती हैं इसलिए मल्टीपल स्टाइलस प्रोब भी यहां हैं पहली 3 प्रोब 1 2 और 3 हमारे पास केवल एक स्टाइलस है इसलिए चौथे में मल्टीपल स्टाइलस प्रोब है व्यवस्था को मोटरयुक्त किया जा सकता है व्यवस्था विवेचनात्मक की जा सकती है लेकिन हमारे पास मल्टीपल स्टाइलस हैं इस पर एक स्टाइलस रूबी स्टाइलस है डिफ़्रन्स् स्टाइलस और डिस्क स्टाइलस विभिन्न स्टाइलस यहां पर हैं यह प्रॉबिंग सिस्टम है अब CMM का अनुप्रयोग एयरोस्पेस में है ऑटोमोबाइल अभियंत्रिकी रिवर्स इंजीनियरिंग चिकित्सीय तकनीकी वास्तव में हम इनको इन सब चीजों में लगा सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग उत्पाद का पुर्नउत्पादन कर रही है इसलिए यह तीनों औद्योगिक कार्यक्षेत्र 1 2 और 3 3 औद्योगिक कार्यक्षेत्र है और रिवर्स इंजीनियरिंग सामान्य अनुप्रयोग है इसलिए इसी के साथ मैं यहां एक विराम लेना चाहूँगा और हम यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के मशीनिंग साइंस लैब में मिलेंगे और हम देखेंगे कैसे कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन काम करती है